किसको सरंक्षित किया जा सकता है ट्रेडमार्क की विषय वस्तु ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत पहले से ही कही गई है सबसे पहले यह ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए और इसे परिभाषा में प्रदान की गई 3 शर्तों को पूरा करना चाहिए 1 यह एक संकेत या एक निशान से संबंधित होना चाहिए 2 यह रेखांकन के रूप में प्रदर्शित होने में सक्षम होना चाहिए जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया था कि निशान काग़ज़ पर दिखाने में सक्षम होना चाहिएइसे 2 आयामी होना चाहिए 3इसमें माल और सेवाओं में भेद करने की क्षमता होनी चाहिए तो यह तथ्य कि इसे किसी चिन्ह या निशान से संबंधित होना चाहिए इसे रेखांकन के रूप में या रंगों के संयोजन या उसके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित करता है इसलिए अधिनियम के तहत निशान की काफी विस्तृत परिभाषा है अधिनियम में आकृतियों के पंजीकरण की सीमा का भी उल्लेख किया गया है उदाहरण के लिए आपके पास एक ऐसी आकृति चिह्न नहीं हो सकती जो स्वयं माल की प्रकृति से उत्पन्न होती है उदाहरण के लिए आम के रस को आम की तरह दिखने वाले पैकेज में बेचना कठिन होगा एक नींबू के रस से जुड़ा एक मामला था जो एक पैकेजिंग में आम का रस नहीं बेच सकते 2 आपके पास आकृतियों का पंजीकरण नहीं हो सकता है जो तकनीकी परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं खेल के जूते को वायुगतिकीय को काट सकें इसलिए आप एक ऐसे चिह्न को पंजीकरण नहीं करवा सकते जो जूते के लिए अनिवार्य रूप से सामान्य है 3 आकार सामानों को पर्याप्त मूल्य देता है जब कोई आकृति किसी वस्तु को पर्याप्त मूल्य देती है तो वह आकृति चिह्न का विषय नहीं हो सकती है उदाहरण के लिए सभी बोतलों में तरल पदार्थ होते हैं जो एक संकीर्ण आकार के होते हैं और जिनका एक संकीर्ण मुँह होता है ताकि डालते समय तरल का प्रवाह नियंत्रित हो इसलिए यह आकार जो सभी बोतलों के लिए सामान्य है वह एक निशान का विषय नहीं हो सकता है तो रेखांकन के रूप मेदिखाए जाते हैं अपरंपरागत निशान का प्रतिनिधित्व एक समस्या हो सकती है I हमने ध्वनि के निशान स्वाद और गंध के निशान के मामले में देखा था कि वे जिस प्रकृति में हैं उस प्रकृति के कारण इन निशानों का रेखांकन करना कठिन हो जाता है भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत ध्वनि निशान गंध के निशान और स्वाद के निशान जैसे अपरंपरागत निशान पंजीकृत नहीं किए जा सकते ट्रेडमार्क को विशिष्ट होने की आवश्यकता है उन्हें एक उपक्रम चुना तो यह एक काल्पनिक शब्द है जिसने समय की अवधि में विशिष्टता हासिल कर ली है विशिष्टता भी संकेतात्मक चिह्न है लेकिन यह एक लंबी अवधि में उपयोग करके विशिष्टता प्राप्त कर चुका है समय की अवधि के निशान भी द्वितीयक बेचने के लिए किया गया है इसलिए जब एक मौजूदा चिह्न का उपयोग किया जाता है तो निशान का उपयोग करने वाले मालिक यह तर्क देंगे कि निशान ने समय की अवधि में एक द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर लिया है विशिष्ट चरित्र विभिन्न साधनों से आ सकता है विशिष्ट चरित्र एक सुझाव से आ सकता है जिसे हम संकेतात्मक एक अनूठा शब्द है जिसमें विशिष्टता है विशिष्टता एक विवरण से भी निकल सकती है जिसे हम वर्णनात्मक कहते हैं उदाहरण के लिए कोका कोला उत्पाद वर्णन करता है कि ज़िरोक्स समझा जाता है यद्यपि थर्मस के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता है ट्रेडमार्क क्या नहीं हो सकता कुछ जो एक कार्य को निरूपित करता है या जो एक कार्यक्षमता को कवर करता है वह ट्रेडमार्क का विषय नहीं हो सकता है कार्यशील निशानों की सुरक्षा नहीं की जा सकती एक जूते का आकार मानव पैर की तरह होना चाहिए आपके पास एक ट्रेडमार्क के रूप में जूते का आकार नहीं हो सकता है क्योंकि इसका काम बाँधना है यही इसका उपयोग है जो चिह्न अपमानजनक हैं वे ट्रेडमार्क के योग्य नहीं हो सकते अपमानजनक निशानों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा मौजूदा चिह्न के विशिष्ट विशेषता के लिए हानिकारक और एक ट्रेडमार्क के प्रतिष्ठा के खिलाफ निशान को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी यह ट्रेडमार्क का विषय नहीं हो सकता अनैतिक और निंदनीय निशान ट्रेडमार्क कानून के तहत सुरक्षा की पेशकश नहीं होगी ऐसे चिह्न जो भ्रामक समानता की ओर ले जाते हैं जो निशान से जुड़े सामान को गलत बताते हैं उन्हें ट्रेडमार्क नहीं दिया जाएगा मौजूदा निशानों से टकराव पैदा या भ्रम पैदा करने वाले या मौजूदा ज्ञात निशानों के कमजोर पड़ने का कारण बनने वाले और धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व करने वाले निशानों को व्यापार चिह्न नहीं दिया जाएगा उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक दवा लेकर आता है और कहता है कि इससे कैंसर का इलाज होता है और कैंसर का इलाज इस शब्द का निशान प्राप्त करना चाहता है तो इसे सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि यह गलत प्रतिनिधित्व करता है यह अधिनियम प्रसिद्ध चिह्नों की अवधारणा का भी परिचय देता है एक प्रसिद्ध चिह्न का अर्थ है एक निशान उस जनता के लिए ऐसा बन गया है जो इस तरह के सामान का उपयोग करती है या ऐसी सेवाएं प्राप्त करती है कि अन्य वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में इस तरह के निशान का उपयोग उन वस्तुओं या सेवाओं के बीच व्यापार या सेवाओं के व्यापार के संबंध में एक संकेत के रूप में लिया जाएगा हमने देखा है कि कुछ समूह जैसेटाटा को प्रसिद्ध निशान माना जाता है इसलिए वे चाहे कुछ भी महसूस करते होंएक उपयोगकर्ता को यह आभास हो सकता है कि यह कंपनी टाटा के घर से आने से संबंधित हैं इसलिए यहां परीक्षण यह है कि यह बात जनता के उस महत्वपूर्ण खंड को पता चल जाना चाहिए जो वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करता है इस तरह की सेवाओं को व्यापार के संबंध में संकेत के रूप में लिया जाएगा